पिछले व्याख्यान में हमने फ़्लोर शॉप शेड्यूलिंग समस्या के लिए कुछ अनुमानों को देखा इस व्याख्यान में हम जॉब शॉप शेड्यूलिंग समस्या को संबोधित करेंगे इसलिए जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है एक नौकरी की दुकान में कई नौकरियां हैं हम कहते हैं कि n नौकरियां हैं और मी मशीनें हैं एक मंजिल की दुकान के विपरीत प्रत्येक काम में एक अद्वितीय मार्ग या मशीनों की यात्रा का एक अनूठा क्रम होता है उदाहरण के लिए यदि 3 मशीनें हैं तो एक विशेष नौकरी यहां आ सकती है तो पहले इस पर जाएं फिर इस पर जाएं और छोड़ दें जबकि कुछ अन्य कार्य इसके साथ शुरू हो सकते हैं इस पर वापस जाएं और फिर छोड़ दें इसलिए एक नौकरी की दुकान में प्रत्येक नौकरी के लिए मशीन की यात्रा का एक पूर्व निर्धारित मार्ग या क्रम होता है यह भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सभी नौकरियां सभी मशीनों का दौरा करेंगी नौकरी मशीनों के मौजूदा सेट के सबसेट पर जा सकती है तो चलिए एक उदाहरण का उपयोग करते हुए नौकरी की दुकान निर्धारण समस्या के बारे में बताते हैं इसलिए इस उदाहरण में हम तीन नौकरियों और तीन मशीनों को देखने जा रहे हैं तो मुझे तीन नौकरियों को जे 1 जे 2 और जे 3 के रूप में कॉल करें तो आइए इस विशेष उदाहरण पर विचार करें जहां तीन नौकरियां और तीन मशीनें हैं प्रत्येक कार्य का अपना पूर्व निर्दिष्ट मार्ग है जिसका अर्थ है नौकरी 1 पहले मशीन 1 का दौरा करेगी फिर मशीन 3 पर जाएगी और फिर मशीन 2 पर जाएगी इसलिए जैसे नौकरी एक पहली यात्रा मशीन 1 फिर विज़िट मशीन 3 फिर विज़िट मशीन 2 और बाहर जाता है एक और नौकरी J 2 पहले मशीन 2 पर जा सकती है और फिर मशीन 1 और फिर मशीन 3 उदाहरण के लिए जे 2 पहले मशीन 2 का दौरा करेगा और फिर यह मशीन का दौरा करता है 1 जो मैंने पीले रंग में दिखाया है वह अनिवार्य रूप से जे 2 के लिए है पहले मशीन 2 पर जाता है फिर मशीन 1 पर जाता है फिर मशीन 3 पर जाता है और फिर निकल जाता है अब कोष्ठक में दर्शाई गई संख्या विशेष मशीन पर विशेष कार्य के लिए प्रसंस्करण समय है अब हम कोशिश करते हैं और किसी विशेष शेड्यूल के लिए एक स्पान प्राप्त करते हैं और इस विशेष समस्या को हल करने के लिए एक शेड्यूल बनाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं हम एक चार्ट बनाते हैं जहां हम अब इस चार्ट पर सभी 3 मशीनों को दिखाने जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि यह मशीन एम 1 है यह मशीन एम 2 है और यह इस चार्ट पर मशीन एम 3 होगा अब हम क्या करते हैं हम प्रत्येक काम को जाने देते हैं और उसके सामने खड़े होना पहली मशीन है तो J 1 जाएगा और M 1 के सामने खड़ा होगा इसलिए J 1 यहाँ रहेगा J 2 जाएगा और M 2 के सामने खड़ा होगा इसलिए J 2 यहां रहेगा J 3 भी जाएगा और M 1 J 3 के सामने खड़ा होगा अब हम 0 के बराबर समय पर हैं सभी नौकरियां उपलब्ध हैं और प्रत्येक नौकरी अब इंतजार कर रही है या इसके सामने खड़ी होना पहली प्रक्रिया है इसलिए यदि हम 0 के बराबर समय में मशीन M 2 को देखते हैं तो जॉब J 2 M 2 के सामने खड़ा है M के सामने केवल एक जॉब वेटिंग है तो जॉब J 2 को M 2 पर लोड किया जा सकता है इसलिए यह एम 2 पर समय के बराबर समय पर प्रसंस्करण शुरू करता है 6 के बराबर समय पर समाप्त होता है क्योंकि इसे 6 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है और 6 के बराबर समय में यह एम 2 छोड़ देगा और आगे की प्रक्रिया के लिए एम 1 पर आ जाएगा जिसे हम यहां जे के रूप में दिखाते हैं 2 यहाँ 6 के बराबर समय पर आ रहा है अब 0 के बराबर समय M 3 के सामने कोई काम नहीं है इसलिए M 3 निष्क्रिय रहेगा अब हमें M 1 को देखना होगा M 1 के सामने दो नौकरियां प्रतीक्षा कर रही हैं 0 के बराबर समय हमें प्रसंस्करण के लिए उनमें से केवल एक को चुनना होगा क्योंकि एक मशीन एक समय में केवल नौकरी कर सकती है अब जे 1 को 7 इकाइयों की आवश्यकता होती है जे 3 को 8 इकाइयों के लिए समय की आवश्यकता होती है इसलिए हम आमतौर पर J 3 को J 1 के आगे या J 1 को J 3 से आगे चुनने के लिए झुकाएंगे क्योंकि J 1 में J 3 की तुलना में प्रसंस्करण समय कम है इसलिए हम अब एक नियम का पालन करते हैं और कहते हैं कि नियम सबसे छोटे प्रसंस्करण समय के साथ नौकरी चुनते हैं या एसपीटी नियम का उपयोग करते हैं हम पहले ही एसपीटी नियम देख चुके हैं इसलिए हमें यह मान लेना चाहिए कि यदि हमें दो नौकरियों के बीच या ऐसी नौकरियों में से एक का चयन करना है जो प्रतीक्षा कर रही हैं तो हम ऐसी नौकरी चुनेंगे जिसमें सबसे छोटी प्रक्रिया का समय हो तो J 1 और J 3 के बीच यहाँ J 1 के लिए 7 यूनिट समय की आवश्यकता होती है J 3 के लिए 8 यूनिट समय की आवश्यकता होती है इसलिए हम J 1 चुनते हैं इसलिए J 1 7 के बराबर समय में 0 फिनिश पर शुरू होगा और 7 के बराबर समय अब हम एम 3 में चले जाएंगे इसलिए यह यहां आएगा तो J 1 समय के बराबर 7 अब हमें इस बिंदु पर दो मुद्दों को देखना होगा अब इस विशेष उदाहरण में हमारे पास J 1 और J 3 की प्रतीक्षा में दो कार्य थे और हमने सबसे कम प्रसंस्करण समय के आधार पर प्रतीक्षा की जा रही नौकरियों में से एक को चुनने का निर्णय लिया इसलिए जब हम इस नियम को लागू करते हैं तो कोई टाई नहीं होती है क्योंकि J 1 के लिए 7 इकाइयों की आवश्यकता होती है J 2 के लिए आठ इकाइयों की आवश्यकता होती है स्पष्ट रूप से J 1 को नियम के आधार पर चुना जाता है लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां यह 7 भी है तो दो नौकरियों की प्रतीक्षा की जा रही है और दोनों में एक ही प्रसंस्करण समय है इसलिए यदि हम नियम लागू करते हैं तो एक टाई है इसलिए अगर टाई है तो हमें टाई ब्रेकिंग नियम की भी आवश्यकता है और हमें टाई ब्रेकिंग नियम को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है अब अभी कोई टाई नहीं है इसलिए टाई तब होगी जब आप अपना पहला नियम लागू करेंगे और पहला नियम लागू करने के बाद भी आपके पास एक से अधिक उम्मीदवार होंगे जिस स्थिति में हमें टाई ब्रेकिंग नियम को परिभाषित करने और टाई करने के लिए टाई ब्रेकिंग नियम का उपयोग करना होगा जो टाई में हैं दूसरा मुद्दा यह है यहाँ पर 0 के बराबर हमें पता चलता है कि J 1 और J 3 प्रतीक्षा कर रहे हैं J 1 को 7 J 3 की आवश्यकता है 8 इसलिए हमने J 1 को J 3 से आगे उठाया उसी समय हमारे पास एक भी है अतिरिक्त जानकारी जो कि J 2 यहां 6 बजे आने वाली है लेकिन तब एक तालिका हमें दिखाई देती है कि J 2 को वास्तव में केवल चार इकाइयों की आवश्यकता है तो सवाल यह है कि क्या हम विकल्प में J 2 को छोड़ देंगे और J 1 और J 3 के बीच चयन करेंगे क्योंकि वे 0 के बराबर समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं J 2 में प्रसंस्करण समय कम है लेकिन J 2 को J 1 या J 3 से आगे ले जाने के लिए मशीन को कुछ और समय के लिए निष्क्रिय रहना होगा इसलिए हम हमेशा एक निर्णय लेते हैं लेकिन अगर हम इसके सामने इंतजार कर रहे हैं तो हम मशीन को बेकार नहीं रखेंगे इसलिए एक और नियम यह नहीं है कि जब कोई मशीन काम कर रहे हों तो उसके सामने इंतजार न करें इसलिए हम यह नहीं मानेंगे कि जे 2 6 मिनट के बाद आने वाला है जब हम यहां एक निर्णय लेते हैं 0 के बराबर समय हम देखेंगे कि क्या उपलब्ध है और फिर उसके अनुसार निर्णय लेते हैं अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि 6 या 7 के बराबर समय तक मशीन 1 व्यस्त है मशीन 2 6 के बराबर समय के लिए व्यस्त है मशीन 3 में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि 7 के बराबर यह J 1 को शुरू कर सकता है इसलिए घड़ी अब 6 के बराबर समय के लिए बदल जाती है इसलिए समय के बराबर 6 M 1 6 के बराबर समय में व्यस्त है एम 2 नि शुल्क है लेकिन नौकरी की प्रतीक्षा नहीं है समय के बराबर 6 एम 3 अभी भी बेकार है और इसके सामने कोई नौकरी नहीं है तो घड़ी 7 के बराबर समय के लिए बदल जाती है जहां एम 1 पर हमारे पास जे 3 वेटिंग है हमारे पास जे 2 वेटिंग भी है इसलिए जे 3 को 8 यूनिट समय की आवश्यकता होती है जे 2 को 4 यूनिट समय की आवश्यकता होती है इसलिए सबसे कम प्रसंस्करण समय नियम के आधार पर हम J 3 के आगे J 2 को चुनेंगे भले ही J 3 पहले आया हो जिस नियम का हम लगातार उपयोग करते हैं वह सबसे छोटे प्रसंस्करण समय के साथ एक का चयन करना है इसलिए हमने J 2 को चुना इसलिए हम J 2 को शुरू करते हैं 7 पर एक और 4 यूनिट लेते हैं इसलिए 11 J 2 को पूरा किया जाता है J 2 M 3 के समय के बराबर 11 अब एक बार फिर से 7 के बराबर समय पर जाएगा M 2 के सामने कोई काम नहीं है अब समय के बराबर 7 M 3 के सामने J 1 है इसलिए यह J 1 शुरू होता है इसलिए M 3 पर J 1 एक और 8 है इसलिए 7 प्लस 8 15 इसलिए J 1 M 3 से 15 पर समाप्त होता है और चला जाता है M से 15 पर इसलिए J 1 15 पर आता है अब घड़ी समय के बराबर समय के बराबर चलती है 11 केवल J 3 M के सामने प्रतीक्षा कर रही है इसलिए हम J 3 को शुरू करते हैं J 3 को 8 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए 11 प्लस 8 19 इसलिए समय के बराबर घड़ी 19 J 3 M 1 पर पूरा होता है और M 2 पर आता है इसलिए 19 J 3 यहाँ आता है अब घड़ी समय के बराबर 15 के बराबर हो जाती है J 2 यहाँ उपलब्ध है इसलिए हम एम 3 पर जे 2 प्रसंस्करण के लिए जे 2 लेते हैं एक और 12 है इसलिए 15 प्लस 12 27 तो J 2 M 3 पर 27 पर समाप्त होता है इसलिए J 2 27 पर पूरा होता है इसलिए समय के साथ 27 J 2 समाप्त हो गया है यह M पर अंतिम कार्य है अब एक बार फिर हम 15 J 1 के बराबर समय पर हैं यहाँ उपलब्ध है और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि हम 19 पर J 3 की उपस्थिति को नहीं देखेंगे क्योंकि हम इस नियम का पालन करते हैं कि हम किसी मशीन के निष्क्रिय होने का इंतज़ार नहीं करेंगे तो इस बिंदु पर हम J 1 लेंगे इसलिए M 2 पर J 1 एक और 10 है इसलिए 15 प्लस 10 25 है इसलिए J 1 ने M 2 पर 25 पर प्रसंस्करण पूरा कर लिया है इसलिए J 1 25 पर समाप्त होता है अब एक बार फिर से हमारे पास J 3 19 पर आ गया है अब हम 25 पर हैं J 3 M 2 पर इंतज़ार कर रहा है और 8 को लेता है इसलिए 25 प्लस 8 33 है इसलिए J 3 यहाँ 33 पर समाप्त होता है और फिर 33 पर J 3 आता है इसलिए J 3 33 पर आता है इसलिए 33 J 3 पर केवल 1 ही उपलब्ध है इसमें 7 यूनिट समय लगता है तो 33 पर शुरू होता है और 40 पर खत्म होता है इसलिए J 3 40 पर खत्म होता है इसलिए सभी नौकरियां 40 के बराबर समय पर पूरी होती हैं इसलिए इस निश्चित कार्यक्रम के लिए अवधि 40 है इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह अवधि है 40 कुल पूरा होने का समय 27 प्लस 25 52 प्लस 40 92 है अब यदि प्रत्येक कार्य की नियत तारीख है और यदि नौकरियों के लिए नियत तारीख 25 30 और 35 है तो यह पूरा होने का समय है तो यह 2 के बराबर की मरोड़ के साथ तीखा है यह जल्दी है कि यह 5 के बराबर मरोड़ के साथ मरोड़ है इसलिए सिग्मा टी जे कुल मर्यादा 7 होगी टैडी जॉब्स की संख्या एन जे 2 होगी क्योंकि यह टैडी है यह यह भी कठिन है अधिकतम मर्यादा जिसे आमतौर पर एल मैक्स कहा जाता है 5 के बराबर होगा क्योंकि नियत तारीख 35 पूरा होने का समय 40 है अब यदि हम इन मशीनों के उपयोग को देखना चाहते हैं तो समय के बराबर 40 तक दुकान व्यस्त रहती है इसलिए इसमें 40 में से 19 लगते हैं इसलिए M 1 के उपयोग को 19 द्वारा 40 के रूप में दिखाया जा सकता है यहाँ उपयोग होगा एम 2 पर लिया गया समय जो 10 से अधिक 6 16 से अधिक 8 24 बाय 40 है एम 3 पर उपयोग 8 प्लस 12 20 प्लस 7 27 बाय 40 है यदि हम निष्क्रिय समय चाहते हैं तो यह 21 के लिए निष्क्रिय है समय इकाइयों यह 16 समय इकाइयों के लिए निष्क्रिय है और यह 13 समय इकाइयों के लिए निष्क्रिय है तो जिस क्षण हमें इस तरह एक चार्ट मिलेगा हम सभी उद्देश्यों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे जिन उद्देश्यों के लिए हमने मूल्यांकन किया है वे हैं कुल अवधि पूर्णता समय या माध्य पूरा करने का समय और नियत तिथियों के लिए हम भी कुल मिलाकर देख सकते हैं केवल यह नौकरी जल्दी है इसलिए ईयरडेंस 5 है कुल टार्डनेस 7 है टेडी जॉब 2 की संख्या शुरुआती जॉब 1 की संख्या अधिकतम टैर्डनेस 5 है उपयोग निष्क्रिय समय इस चार्ट को खींचने के बाद हम सभी संभावित उद्देश्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं अब इस चार्ट को हेनरी गैंट के नाम पर गैंट चार्ट कहा जाता है जिसने पहली बार एक शेड्यूल का प्रस्ताव या चित्रमय प्रतिनिधित्व किया था तो गैंट चार्ट को एसपीटी नियम की तरह दिए गए नियम के लिए तैयार किया जा सकता है अब ये नियम जिन पर हम Gantt चार्ट बनाते हैं ये नियम हैं जिनके उपयोग से हम प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध नौकरियों में से एक नौकरी का चयन करेंगे प्रेषण नियम कहलाते हैं यह बहुत ही प्रथागत है और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला अभ्यास है जिसे हम गैन्ट चार्ट को आज़माने और आकर्षित करने के लिए प्रेषण नियमों का उपयोग करते हैं एक बार प्रेषण नियम तय हो जाने के बाद गैंट चार्ट एक ही होगा यदि गैंट चार्ट पर एक से अधिक व्यक्ति काम करते हैं इसलिए हम पहले एक प्रेषण नियम को परिभाषित कर सकते थे और फिर यदि आवश्यक हो तो हमें टाई ब्रेकिंग नियम को परिभाषित करना होगा जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है शुरुआत में अगर J 1 और J 3 दोनों में उनके 7 और 8 होते अगर दोनों के पास 7 और 7 होते तो सबसे कम प्रसंस्करण समय का नियम इंतजार करने वाली नौकरियों से एक अनोखी नौकरी नहीं पा सकता इसलिए वहाँ एक टाई अब उन संबंधों को टाई ब्रेकिंग नियम कहा जाता है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला टाई ब्रेकिंग नियम पहले आउट या सबसे कम सबस्क्रिप्ट में हो सकता है इस मामले में J 1 को सबसे कम सबस्क्रिप्ट और इसी तरह एक नौकरी के रूप में देखा जाएगा इसलिए प्रेषण नियम और टाई ब्रेकिंग नियम के आधार पर गैंट चार्ट को परिभाषित किया गया है और गैन्ट चार्ट शेड्यूल बनाने के लिए एक अत्यंत कुशल और सहज तरीका है लेकिन गैंट इस शेड्यूल को स्पैन बनाने के लिए या किसी अन्य प्रदर्शन माप के संबंध में इष्टतम होने की आवश्यकता नहीं है गैंट चार्ट अनिवार्य रूप से एक मूल्यांकन उपकरण है जिसे एक प्रेषण नियम दिया गया है अब हम सचित्र रूप से यह दिखाने में सक्षम हैं कि शेड्यूल कैसा दिखेगा इष्टतमता के लिए कोई गारंटी नहीं है यदि प्रेषण नियम बदल जाता है तो यह गैंट चार्ट भी बदल जाएगा हम तब भी देखते हैं जब हमने लगातार दो चीजों का इस्तेमाल किया पहली बात यह थी कि नियम जिसे अब हम एक प्रेषण नियम के रूप में परिभाषित करते हैं दूसरा सिद्धांत जो हमने लगातार उपयोग किया था कि हम एक मशीन को बेकार नहीं रखेंगे अगर इसके सामने कोई काम करना है इस उम्मीद के साथ कि कुछ और काम बाद में आता है अगर उस पर कार्रवाई की जाती है हम उद्देश्यों को अनुकूलित करने में सक्षम हो सकते हैं हम उस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे जो हमने यहाँ लिखा था जिसका उपयोग हमने यहाँ भी किया उदाहरण के लिए हमने इस J 2 पर विचार नहीं किया जब हमने J 1 को चुनने का निर्णय लिया यहां अब ऐसे शेड्यूल जहां इस विशेष नियम का उपयोग किया जाता है को गैर विलंब शेड्यूल कहा जाता है हम जानबूझकर देरी नहीं करेंगे ताकि हम उस के लिए प्रदर्शन माप पर अनुकूलित कर सकें और सामान्य रूप से गैर देरी कार्यक्रम में देरी के कार्यक्रम से बेहतर प्रदर्शन करें जहां देरी जानबूझकर पेश की जाती है व्यावहारिक दृष्टिकोण से गैर विलंब कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं और इसका उपयोग किया जाता है अब जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है प्रेषण नियम के आधार पर गैंट चार्ट बनाया जा सकता है और कई प्रेषण नियम हैं जो उपलब्ध हैं जो कि गैंट चार्ट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं तो आइए कुछ प्रेषण नियमों को देखें जो आमतौर पर प्रचलित हैं हमारे पास प्रेषण नियमों की श्रेणियां भी हैं तो पहली श्रेणियां प्रसंस्करण समय आधारित हैं अब हम इस गैंट चार्ट को बनाने के लिए जिस नियम का उपयोग करते हैं उसे सबसे कम प्रसंस्करण समय नियम कहा जाता है तो पहला नियम जो कि अल्पावधि प्रसंस्करण समय पर आधारित है सबसे छोटा प्रसंस्करण समय नियम है जिसे SPT नियम भी कहा जाता है अब यदि हम इस SPT नियम का उपयोग करके एक चार्ट बना सकते हैं तो हम LPT नियम का उपयोग करके एक चार्ट भी बना सकते हैं उदाहरण के लिए हमने J 1 और J 3 के बीच का चयन किया जो SPT के आधार पर यहां J 1 पहली बार था लेकिन LPT के आधार पर हम J 3 को चुन सकते थे और शेड्यूल बहुत भिन्न दिखाई देता था इसलिए यदि एसपीटी एक अच्छा नियम है तो एलपीटी अपने आप में एक बुरा नियम नहीं है यदि एसपीटी कोशिश करेगा और एक अच्छा मेक स्पान देगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि एलपीटी बहुत लंबा मेक स्पान देगा इसमें एलपीटी का अपना तरीका है मेक स्पैन का अच्छा मूल्य प्राप्त करने का भी प्रयास करेगा तो एसपीटी भी एक नियम है जो अक्सर उपयोग किया जाता है अब हम एसपीटी के बजाय विचार कर सकते हैं जिसे हम उदाहरण के लिए विचार कर सकते हैं हमें जे 1 और जे 3 के बीच चयन करना होगा अब मुझे देखते हैं कि जे पर कुल प्रसंस्करण समय क्या है 1 7 प्लस 8 15 प्लस 10 25 6 प्लस 4 10 प्लस 12 22 इसलिए कुल प्रसंस्करण समय मुझे खेद है 8 प्लस 8 16 प्लस 7 23 8 प्लस 7 15 प्लस 10 25 इसलिए कुल प्रसंस्करण समय 25 और 23 हैं इसलिए यदि हम एसटीपीटी का उपयोग करते हैं तो कुल मूल्य प्रसंस्करण समय हम J 1 को J 1 से आगे ले जा सकते थे इसलिए STPT एक और नियम है जिसे हम कम से कम कुल प्रसंस्करण समय के बारे में सोच सकते हैं इसी तरह अगर एसटीपीटी एक नियम है तो एलटीपीटी एक और नियम हो सकता है उस नौकरी को चुनें जिसमें कुल प्रसंस्करण समय का सबसे बड़ा मूल्य है कई बार हम उदाहरण के लिए एक और काम करते हैं हम कहते हैं कि हम यहाँ थे इसलिए इस चार्ट में हम सामने वाले को छोड़कर उस स्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं हैं लेकिन हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां कहीं बीच में मान लेते हैं कि हम एक विशेष मशीन में हैं हम कहते हैं कि हम यहां हैं और एक विशेष नौकरी ने अभी प्रसंस्करण समाप्त किया है बता दें कि जे 2 ने अभी प्रसंस्करण समाप्त कर दिया है अब मान लेते हैं कि जे 1 इस बिंदु पर आ गया है और जे 3 इस बिंदु पर आ गया है अब जिसका अर्थ है कि हमें उनमें से एक चुनने के लिए J 1 और J 3 के बीच चयन करने के लिए एक प्रेषण नियम लागू करना होगा अब मान लेते हैं कि इस मामले में J 1 का कुल प्रसंस्करण समय 25 है लेकिन जब J 1 यहाँ आया है तो यह 7 समाप्त हो गया है और J 1 को शेष 18 प्रसंस्करण समय की आवश्यकता है जिसमें मेरे पास मौजूद मशीन भी शामिल है जबकि अगर मैं J 2 को वहां आने पर देखता हूं तो हम कहें कि यह मशीन M 2 है अब J 1 में M 2 आ गया है J 1 पहले ही M 1 को समाप्त कर चुका है और एम 2 सहित जे 1 में जाने के लिए 18 यूनिट समय है जब जे 3 एम 2 पर यहां आता है जे 3 की कुल 23 है यह पहले से ही 16 को समाप्त कर चुका है वर्तमान प्रसंस्करण समय सहित इसे जाने के लिए 7 है तो इसमें 7 वर्तमान प्रसंस्करण समय शामिल है इसमें वर्तमान प्रसंस्करण समय शामिल करने के लिए 18 हैं इसमें कुल 25 हैं लेकिन मान लें कि यह M 3 समाप्त होने के बाद M 3 की प्रतीक्षा कर रहा है यह समाप्त हो गया है 7 तो वर्तमान मशीन सहित J 1 के लिए शेष प्रसंस्करण समय 18 है जबकि J 3 M 3 में आ चुका है यह पहले ही 16 को समाप्त हो चुका है इसलिए वर्तमान सहित शेष एक 7 है इसलिए आप सबसे छोटी शेष प्रसंस्करण समय के आधार पर नौकरी चुन सकते हैं जहां शेष में वर्तमान प्रसंस्करण समय शामिल है इसलिए आपके पास SRPT हो सकता है और आपके पास LRPT सबसे लंबे समय तक शेष प्रसंस्करण समय हो सकता है जहां शेष में वर्तमान प्रसंस्करण शामिल है तो ये प्रसंस्करण समय आधारित प्रेषण नियमों के कुछ उदाहरण हैं अब संचालन की संख्या के आधार पर अन्य नियम हैं इस विशेष उदाहरण में हमने तीन नौकरियों को चुना है और सभी तीन नौकरियों ने सभी तीन मशीनों का दौरा किया सभी नौकरियों के लिए सभी मशीनों का दौरा करना आवश्यक नहीं है अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी स्थिति थी जहां यह नहीं था फिर J 1 तीन मशीनों पर जाता है J 3 दो मशीनों पर जाता है तो J 1 को तीन ऑपरेशनों की आवश्यकता होती है J 3 को दो ऑपरेशनों की आवश्यकता होती है इसलिए कोई न्यूनतम कुल संचालनों के आधार पर J 3 का चयन कर सकता है इसलिए आपके पास न्यूनतम कुल परिचालन न्यूनतम N o P न्यूनतम संचालन की संख्या हो सकती है आप अधिक से अधिक संचालन का उपयोग कर सकते हैं दो अलग अलग प्रेषण नियम इसी तरह हम उदाहरण के लिए जब हम पहले की स्थिति में वापस गए तो शेष संख्या में शेष संचालन का उपयोग कर सकते थे जब हम M 3 पर J 1 और J 3 की यात्रा को देख रहे हैं जब J 1 M 3 पर जाता है तो उसे दो और ऑपरेशनों की आवश्यकता होती है और जब J 3 M 3 का दौरा करता है तो उसे एक और ऑपरेशन की आवश्यकता होती है इसलिए आप न्यूनतम शेष संचालनों को देख सकते हैं और अधिकतम शेष संक्रियाएं जो समय आधारित नहीं हैं लेकिन ये प्रचालनों की संख्या के अन्य तरीके हैं तब हम नियत तिथि आधारित विधियों को देख सकते हैं एक निश्चित रूप से जल्द से जल्द तारीख है दूसरे को सुस्त कहा जाता है नियत तिथि शून्य से समतुल्य समय के बराबर सुस्त शेष प्रसंस्करण समय उदाहरण के लिए जे 1 और जे 3 वर्तमान समय के बीच चयन करने के लिए यहां लिखें 0 जे 1 के लिए नियत तारीख 30 है इसलिए नियत तारीख 30 मिनट वर्तमान समय 0 30 मिनट शेष प्रसंस्करण समय 7 प्लस 8 15 प्लस 10 25 है तो J 1 के लिए स्लैक 5 है अब J 3 के लिए नियत तारीख 35 वर्तमान समय 0 है कुल समय 23 है इसलिए स्लैक 12 है इसलिए न्यूनतम स्लैक जे 1 के आधार पर लिया जा सकता है स्लैक अतिरिक्त समय का प्रतिनिधित्व करता है जो उपलब्ध है जो नियत तारीख को पूरा करने के लिए एक स्लैक या बफर या कुशन की तरह काम करता है तो उस काम को जिसमें सबसे कम स्लैक होता है पहले लेना होगा इसलिए आप कम से कम स्लैक रूल देख सकते हैं दूसरे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले नियम को बचे हुए ऑपरेशन्स द्वारा न्यूनतम स्लैक कहा जाता है मेरे पास 5 में से एक स्लैक है मेरे पास केवल एक हो सकता है और अधिक ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास एक और स्थिति हो सकती है जहां मेरे पास 8 की कमी है लेकिन मेरे पास जाने के लिए दो और ऑपरेशन हैं तो 8 बाय 4 2 या 8 बाय 2 4 बनाम 5 होगा इसलिए दूसरे को लिया जा सकता है इसलिए हम स्लैक की गणना करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितने और ऑपरेशन होने हैं इसलिए शेष संख्याओं के संचालन के द्वारा स्लैक को विभाजित करें और फिर शेष संचालन की संख्या के द्वारा स्लैक के न्यूनतम को चुना फिर हमारे पास नियमों का एक सेट है जो बहुत ही सामान्य नियम हैं जो न तो ऊपर दिए गए हैं और न ही किसी में से कोई भी कहेगा न तो प्रसंस्करण समय आधारित है और न ही नियत तारीख आधारित सामान्य नियम हैं तो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सेव्ड या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हैं उनका मतलब वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट है जो पहले आया था वही लिया जाएगा जो आखिरी आया है उसे लिया जाएगा तो पहले से पहले में पहले से बाहर किसी भी तरह का एक यादृच्छिक नियम का उपयोग कर सकता है बस नौकरी को बेतरतीब ढंग से चुन लें जो उपलब्ध हैं तो ये लोकप्रिय प्रेषण नियमों के उदाहरण हैं कभी कभी हमारे पास अन्य संयोजन नियम हो सकते हैं जहां हम एसपीटी में कुछ अल्फा के संदर्भ में सोच सकते हैं और एलपीटी में कुछ बीटा जहां वजन हो सकता है हम भारित संयोजन और इतने पर हो सकते हैं हमारी प्राथमिकताएँ हमारे पास हो सकती हैं तो एक साधारण उदाहरण होगा हम शेष प्रसंस्करण समय में बीटा का उपयोग कर सकते हैं और शेष संक्रियाओं में बीटा या कुल प्रसंस्करण समय में बीटा जो कि एक संयोजन नियम हो सकता है इसलिए हमारे पास इस तरह के नियम हो सकते हैं अब इनमें से इतने सारे नियम यह भी अनिवार्य है कि एसपीटी को अनिवार्य रूप से देखना है पहले आउट में और ईडीडी ने उन्हें तीन बेहद लोकप्रिय प्रेषण नियमों के रूप में देखा अब ये तीन नियम बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं और आसानी से लागू होने योग्य हैं जब हम जानते हैं कि निश्चित संख्या में नौकरियां यहां हैं यह बहुत सहज है कि हम वह चुनें जिसमें सबसे छोटा प्रसंस्करण समय हो इसी तरह सहज रूप से हम पहले आने वाले को चुनते हैं और अगर हमें नियत तारीख का अंदाजा है तो हम उस नौकरी या गतिविधि को सहजता से चुनेंगे जिसकी शुरुआती तारीख है इसलिए जब हम वास्तव में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो गैंट चार्ट आधारित शेड्यूल जेनरेशन को एक फ्लोर शॉप या किसी शॉप फ्लोर में इस्तेमाल करने के लिए रखा जाएगा सबसे सुविधाजनक बात यह है कि इन तीन नियमों में से एक का उपयोग करें और फिर गैंट चार्ट को ड्रा करें और एक शेड्यूल बनाएं इसलिए यदि यह शेड्यूल किसी ऐसे ऑपरेटर के पास जाता है जो मशीन पर काम कर रहा है तो हम कहें कि हम उस ऑपरेटर को देख रहे हैं जो 3 नंबर पर काम कर रहा है अब इस अनुसूची के आधार पर हम ऑपरेटर को बताएंगे कि 7 के बराबर समय पर J 1 J 1 में आएगा 11 के बराबर समय पर J 2 जैसे ही J 2 आएगा जैसे ही आप J को समाप्त करेंगे 1 और फिर जे 3 बाद में आएगा और यहां डाल देगा अब इस विशेष कार्यक्रम में इस मशीन पर कोई प्रेषण नियम नहीं है जबकि यदि आप M 1 पर ऑपरेटर देख रहे हैं तो हमें ऑपरेटर को बताना होगा कि यह आपका शेड्यूल है भले ही J 1 और J 3 पहले आ रहे हों आप SPT के आधार पर J 1 लेते हैं तो आप J 2 का भी उपयोग करेंगे हालांकि यह बाद में आया और फिर आप J 3 का उपयोग करते हैं यह इसे समझाने या देने का एक तरीका है दूसरा यह कहना है कि जब आपको सबसे कम प्रसंस्करण समय के आधार पर निर्णय लेना होगा इसलिए ऑपरेटर के लिए इसे लागू करना बेहद आसान है व्यवहार में यह ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां थोड़ी देरी हो सकती है उदाहरण के लिए J 1 जिसे 7 इकाइयों की आवश्यकता होती है वह वास्तव में M 3 पर 7 तक नहीं पहुंच सकता है यह M 3 पर 8 या उससे थोड़ा बाद में 7 तक पहुंच सकता है और इसी तरह लेकिन तब ऑपरेटर भी विशेष रूप से इन नंबरों से बाध्य नहीं होगा अब इस अनुसूची के आधार पर हम ऑपरेटर को बताएंगे कि 7 के बराबर समय पर J 1 J 1 में आएगा 11 के बराबर समय पर J 2 जैसे ही J 2 आएगा जैसे ही आप J को समाप्त करेंगे 1 और फिर जे 3 बाद में आएगा और यहां डाल देगा अब इस विशेष कार्यक्रम में इस मशीन पर कोई प्रेषण नियम नहीं है जबकि यदि आप M 1 पर ऑपरेटर देख रहे हैं तो हमें ऑपरेटर को बताना होगा कि यह आपका शेड्यूल है भले ही J 1 और J 3 पहले आ रहे हों आप SPT के आधार पर J 1 लेते हैं तो आप J 2 का भी उपयोग करेंगे हालांकि यह बाद में आया और फिर आप J 3 का उपयोग करते हैं यह इसे समझाने या देने का एक तरीका है दूसरा यह कहना है कि जब आपको सबसे कम प्रसंस्करण समय के आधार पर निर्णय लेना होगा इसलिए ऑपरेटर के लिए इसे लागू करना बेहद आसान है व्यवहार में यह ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां थोड़ी देरी हो सकती है उदाहरण के लिए J 1 जिसे 7 इकाइयों की आवश्यकता होती है वह वास्तव में M 3 पर 7 तक नहीं पहुंच सकता है यह M 3 पर 8 या उससे थोड़ा बाद में 7 तक पहुंच सकता है और इसी तरह लेकिन तब ऑपरेटर भी विशेष रूप से इन नंबरों से बाध्य नहीं होगा लेकिन ऑपरेटर विशेष रूप से नियम से बाध्य होगा जिसके उपयोग से वह नौकरी चुन सकता है और मशीन पर डाल सकता है इसलिए जब हम SPT या EDD या पहली बार पहली बार बाहर जैसे बहुत सामान्य नियमों का उपयोग करते हैं तो Gantt चार्ट प्रयोग करने योग्य हो जाता है और कोई भी Gantt चार्ट को समझ सकता है और वास्तव में व्यवहार में जो हो रहा है उसके साथ स्थिरता की सराहना करता है लेकिन जब हम इन्हें बनाते हैं तो यह संघर्ष अगले प्रश्न के रूप में आता है हमने यह भी उल्लेख किया है कि एसपीटी नियम पर आधारित यह विशेष गैंट चार्ट हमें हर समय इष्टतम समाधान देने की आवश्यकता नहीं है अब हमने 6 से अधिक 4 10 13 16 17 नियमों को सूचीबद्ध किया है वास्तव में सैकड़ों नियम हैं जो हैं और आज सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के कम्प्यूटरीकरण और उपयोग की मात्रा के साथ एक प्रोग्राम लिखना संभव है जो गैंट चार्ट उत्पन्न करेगा उपयोगकर्ता के लिए प्रेषण नियम को परिभाषित करना भी संभव है जो या तो यहां सूचीबद्ध लोगों में से एक है या अन्य प्रेषण भूमिका है और इसी गैंट चार्ट को प्राप्त करना बहुत आसान है बहुत जल्दी अब सवाल यह है कि यदि SPT गैंट चार्ट हमें 40 के साथ समाधान देता है और हमें यह मानकर चलता है कि हम शेष संचालन को दूसरे नियम के रूप में उपयोग कर रहे हैं या हम एक प्रेषण नियम के रूप में 05 गुना RPT और 05 गुना TPT का उपयोग कर रहे हैं और हम 38 के साथ एक समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं 38 की अवधि बनाओ तब अनुकूलन के दृष्टिकोण से 38 40 से बेहतर है लेकिन कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से 40 दुकान की मंजिल पर लागू करना थोड़ा आसान होगा क्योंकि इसे समझना और उपयोग करना आसान है इसलिए सवाल यह है कि हम उन्नत या अधिक जटिल या अधिक शामिल नियमों पर जोर देते हैं अगर वे बेहतर स्पान प्रदान कर सकते हैं या हम सामग्री और एसपीटी एफआईएफओ और ईडीडी जैसे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नियमों से खुश हैं क्योंकि उन्हें लागू करना आसान है और कार्यान्वयन करने वाला व्यक्ति कार्यान्वयन में गलती नहीं करेगा तो इसका जवाब प्रशिक्षण की मात्रा में आता है और शिक्षा की मात्रा जो नौकरी करने वाले लोगों को प्रदान की जाती है जो लोग काम करते हैं वे समझ सकते हैं और सराहना कर सकते हैं इन प्रेषण नियमों की भूमिका और तथ्य यह है कि शेष संक्रियाओं की तुलना में अल्पावधि की तरह थोड़ा सा प्रेषण नियम एक समाधान दे सकता है जो इससे कम है और अगर लोग जागरूक हैं और उपयोग करने के लिए तैयार हैं तो इसमें शामिल डिस्पैचिंग नियमों का उपयोग करने का एक फायदा होगा जब तक कि प्रदर्शन माप अनुकूलित न हो जाए लेकिन अगर दूसरी ओर संगठन एसपीटी या ईडीडी या एफआईएफओ जैसे सरल और प्रसिद्ध प्रेषण नियमों के उपयोग के साथ सहज है जो संगठन की तुलना में अधिक सराहनीय है तो ऐसे नियमों का उपयोग कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं और नौकरियों का समय निर्धारित कर सकते हैं नौकरी की दुकान जिसे देखा जा रहा है जैसा कि मैंने गैंट चार्ट आधारित शेड्यूलिंग के साथ उल्लेख किया है और गैन्ट चार्ट आधारित प्रेषण नियम के साथ अन्य लाभ यह है कि ये प्रकृति में मूल्यांकन कर रहे हैं एक गैंट चार्ट शेड्यूल के साथ हम प्रत्येक और हर एक उद्देश्य का मूल्यांकन कर सकते हैं सकारात्मक बात कुशल सचित्र प्रतिनिधित्व है समझने में आसान है विभिन्न उद्देश्यों का मूल्यांकन करने की क्षमता है वे नहीं हैं इसलिए सकारात्मक बात यह तथ्य है कि यह केवल एक विशेष नियम पर निर्भर है और यह किसी विशेष उद्देश्य समारोह पर निर्भर नहीं करता है इसलिए जबकि इसमें सभी उद्देश्य कार्यों का मूल्यांकन करने की क्षमता है संभवतः इसमें किसी विशेष उद्देश्य फ़ंक्शन को अनुकूलित करने की क्षमता की कमी भी है क्योंकि यह एक विशेष उद्देश्य समारोह पर आधारित था इसलिए इष्टतमता की गारंटी देने की क्षमता भी बहुत कम है और नौकरी की दुकान निर्धारण एक बहुत ही कठिन समस्या है अगर हम अब इस विशेष उदाहरण में देखें तो 3 मशीनें थीं और प्रत्येक मशीन में सभी तीन काम होते हैं इसलिए प्रत्येक मशीन यदि सभी n नौकरियां हर मशीन पर जाती हैं इसलिए प्रत्येक मशीन के लिए n नौकरियों को वास्तविक रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है और चूंकि m मशीनें हैं इसलिए हम शेड्यूल में पावर मीटर के संभावित विकल्प के लिए कुल एन फैक्टोरियल हो सकते हैं तो पावर मीटर के लिए n factorial एक बहुत बड़ी संख्या है और जॉब शॉप शेड्यूलिंग समस्याओं को बहुत ही कठिन समस्याओं के रूप में जाना जाता है इसलिए यद्यपि डिस्पैचिंग नियम जॉब शॉप शेड्यूलिंग को हल करने का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका या तरीका है इष्टतम समाधान देने में असमर्थता वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है लेकिन समय समय पर लोग प्रेषण नियमों का उपयोग करते रहे हैं कोशिश करते हैं और गैंट चार्ट प्राप्त करते हैं और अधिक से अधिक कम्प्यूटरीकरण हो रहा है और शायद अधिक से अधिक प्रेषण नियम उपलब्ध हैं कोई इन प्रेषण नियमों को एक सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या उपयोग कर सकता है और फिर कई वैकल्पिक डिस्पैचिंग नियमों को आज़माएं प्रदर्शन के उपायों को आज़माने और अनुकूलित करने के लिए जैसे स्पैन या टैर्डनेस या जो भी हो और उसके बाद लोगों को प्रशिक्षित करके इसका उपयोग करें अब हमने जॉब शॉप शेड्यूलिंग के एक पहलू पर भी गौर किया है जिसे स्टैटिक जॉब शॉप कहा जाता है एक स्टैटिक जॉब शॉप मानती है कि हम जो जॉब करने जा रहे हैं वह कितनी है इसलिए इस उदाहरण में केवल तीन नौकरियां हैं इसलिए नियोजन अवधि या नियोजन क्षितिज समाप्त हो जाएगा जैसे ही तीनों नौकरियां पूरी हो जाती हैं इसलिए गैंट चार्ट शेड्यूल से एक मेक स्पैन की गणना करना संभव है क्योंकि बिंदु जिस पर सभी तीन काम खत्म हो गए हैं वह मेक स्पैन होगा वास्तविक समय में नौकरी की दुकानें प्रकृति में स्थिर नहीं होती हैं नौकरियां आती रहती हैं नौकरियां आती रहती हैं इसलिए जब नौकरियां आती रहती हैं तो हम इसके लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं अब और हमने यहां एक धारणा भी बना ली है कि सभी नौकरियां 0 के बराबर समय पर उपलब्ध हैं जो व्यवहार में मान्य धारणा नहीं है इसलिए व्यवहारिक नौकरियों में गतिशील रूप से आते रहते हैं इसलिए हमें स्थैतिक नौकरी की दुकानों से लेकर डाइमेमिक जॉब की दुकानों तक जहां नौकरी कभी भी आ सकती है से जाना जाता है और जिस समय सिस्टम में नौकरियां प्रवेश करने जा रही हैं वह एक प्राथमिकता नहीं है जब जिस समय नौकरियां सिस्टम में प्रवेश करती हैं उसे प्राथमिकता के रूप में जाना जाता है तो यह रिलीज के समय के साथ स्थैतिक नौकरी की दुकान बन जाती है जिसे आमतौर पर आर जे कहा जाता है जहां आर जे नौकरी के लिए रिलीज का समय है इसलिए गतिशील नौकरी की दुकानों में हमें नहीं पता कि किस समय नौकरियां प्रणाली में जारी होने जा रही हैं तो गतिशील नौकरी की दुकानों में आने वाली नौकरियों का भी कोई अंत नहीं है इसलिए एक गतिशील नौकरी की दुकान में स्पैन कॉन्सेप्ट नहीं है गतिशील नौकरी की दुकानें अनिवार्य रूप से अन्य उपायों से संबंधित होती हैं जैसे प्रवाह समय या पूरा होने का समय थकावट कठिन नौकरी की संख्या और इतने पर डायनेमिक जॉब शॉप्स स्पैन बनाने पर विचार नहीं करते हैं हम जॉब शॉप्स को रिलीज़ के समय के साथ मॉडल कर सकते हैं या कोई भी रिलीज़ समय जिसे आर जे कहा जाता है तो यह हमें स्थैतिक नौकरी की दुकान समय निर्धारण के कुछ पहलुओं के बारे में एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है अधिकांश स्थैतिक नौकरी की दुकान का निर्धारण प्रेषण नियमों के उपयोग से संबंधित है जिसके आधार पर हम गैंट चार्ट बनाते हैं और फिर हम सभी उद्देश्यों का मूल्यांकन करते हैं बेशक सीमा की कमी या इष्टतम समस्या को या तो स्थैतिक समस्या के लिए या किसी भी उद्देश्य के लिए इष्टतम समाधान देने में असमर्थता की कमी है स्थैतिक समस्या से तात्पर्य है कि नौकरियों की संख्या ज्ञात है इष्टतम समाधान देने में असमर्थता अब यदि हम इष्टतम समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो हमें अन्य तरीकों जैसे गणितीय प्रोग्रामिंग आदि को देखने की आवश्यकता है और समस्या भी बहुत मुश्किल हो जाती है और इष्टतम समाधान प्राप्त करने के लिए इसलिए अगला सवाल जो आता है वह है कि नियमों को भेजना समाधान देने की कोशिश करने के लिए बहुत अच्छा है जो लागू करने योग्य हैं जिन्हें समझना आसान है क्या अन्य विधर्मी तरीके या अन्य विधियां हैं जो प्रेषण नियमों पर आधारित नहीं हो सकती हैं लेकिन क्या उनका उपयोग नौकरी की दुकान निर्धारण समस्या के समाधान और समाधान के लिए किया जा सकता है उदाहरण के लिए क्या हमारे पास नियम आधारित विधि भेजने के अलावा अन्य विधर्मी विधियां हो सकती हैं जो हमें 40 से कम मान दे सकती हैं ऐसी ही एक विधि को शिफ्टिंग अड़चन हेयुरिस्टिक कहा जाता है जो नौकरी की समय निर्धारण समस्या को हल करने के लिए एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण का अनुसरण करती है इसलिए हम अगले व्याख्यान में स्थानांतरण की अड़चन को देखेंगे